यह देखते हुए की अर्थ सरफेस के किसी भी दिए हुए लाटीट्यूड पर रखे हुए हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर नॉर्मल इंसीडेंट इंसुलेशन निकाल सकते हैं हमें यह खोजना होगा कि रोजाना कितनी एनर्जी इंसिडेंट करती है उस हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर पता है कि LZ इनसोलेशन है जो नॉर्मल इंसीडेंट करता है हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर दिए हुए लोकेलिटी और लाटीट्यूड पर इसको kWm2 से दर्शाया जाता है अब हमें H0 को पता करने की आवश्यकता है मैं यहां एक नया सिंबल H0 प्रयोग कर रहा हूं जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर उपस्थित दैनिक उर्जा को बताती है पृथ्वी पर दिए हुए किसी लाटीट्यूड पर और इसकी यूनिट kWhm2 day होगी अब ड्रॉ करिए X एक्सिस और Y एक्सिस X एक्सिस दिन के समय को बताएगा जैसे मान लीजिए यहां दोपहर है यहां सूरज डूब रहा है और यहां सूरज निकल रहा है Y एक्सिस पर LZ को दिखाते हैं kWm2 मैं जिसको इंसुलेशन कहते हैं अगर आप कर्व बनाएँगे तो यह कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आप पहले भी देख चुके हैं और कर्व के अंदर का एरिया पता लगाने के लिए LZ का इंटीग्रेशन ओमेगाꞶ के साथ करना होगा जो दिन के समय को बताता है इसलिए यह एरिया H0 होगा अब H0 आपको एनर्जी ऊर्जा देगा जिसकी यूनिट kWhm2 day होगी यहां मेरे पास सोलर ज्योमेट्री कॉर्डिनेट सिस्टम है और हमारे पास आवर एंगल है और मैं इसे आवर एंगल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहूँगा जिससे हमें एनर्जी मिलेगी kWhm2 day मैं परंतु उसके लिए हमें X एक्सिस को दोबारा से बताना होगा जो थोड़ा सा अलग है इसलिए मुझे यहां X एक्सिस पर वेरिएबल रखने दीजिए और यह ओमेगाꞶ है और वर्टिकल रेखा यहां दोपहर को दर्शा रही है जहां ओमेगाꞶ0 होगा इसका मतलब यह है कि इंसुलेशन लाइन का प्रोजेक्शन मेरीडोनल एक्सिस पर होगा और ओमेगाꞶ0 मेरिडियन का दोपहर होगा कोई भी आवर एंगल जो मेरीडोनल एक्सिस के पूर्व में है वह पॉजिटिव होगी और कोई भी आवर एंगल जो मेरीडोनल एक्सिस के पश्चिम में होगी वह नेगेटिव होगी सूर्योदय हमेशा मेरीडोनल एक्सिस के पूर्व में होती है इसलिए सूर्योदय को पॉजिटिव आवर एंगल से दिखाया जाता है और सूर्यास्त हो नेगेटिव आवर एंगल से दिखाते हैं इसी तरह जब भी आप सूर्योदय को दिखाना चाहेंगे आप उसे दोपहर के पॉजिटिव साइड में दिखाएँगे इसलिए सूर्योदय को यहां दिखाते हैं और सूर्यास्त को यहां नेगेटिव साइड में दिखाते हैं हम यहां सूर्योदय को SR से दिखाएँगे और सूर्यास्त हो SS से दिखाएँगे ध्यान दें कि दोपहर से सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का दूरी बराबर है परंतु एक भिन्नता है की सूर्योदय का ओमेगाꞶ पॉजिटिव है और सूर्यास्त का ओमेगाꞶ नेगेटिव है यह एक नेगेटिव एंगल है परंतु इसकी वेल्यू SR के बराबर है और इसलिए आप इसे SR भी लिख सकते हैं अब अगर आप इंसुलेशन कर्व बनाएं तो यह कुछ इस तरह दिखेगा और हम इस कर्व के अंदर के एरिया को जानने के इच्छुक हैं इंसुलेशन kWm2 मैं दिया होता है हमें एनर्जी kWhm2 day पता करना है इसलिए हम कर्व के अंदर के एरिया को जानना चाहते हैं और इस तरह से हमें इसे इंटीग्रेट करके यह मिलेगा इसलिए इंटीग्रेशन करने पर हमें H0 मिलेगा kWhm2 day मैं और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे सूर्यास्त से सूर्योदय तक इसलिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन SS से SR LZ d𝝎 हम इसे SR से SR तक भी लिख सकते हैं क्योंकि सूर्यास्त का एंगल सूर्योदय के एंगल के बराबर है नेगेटिव साइन के साथ और हम इसे और सॉल्व करके 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से SR LZ d𝝎 भी लिख सकते हैं क्योंकि 0 से SR की दूरी बराबर है 0 से SS की दूरी के इसलिए हम इसे 2 टाइम्स 0 से SR लिख सकते हैं यह कर्व दोपहर को दिखाने वाले एक्सिस के सिमिट्रिकल है और ध्यान दीजिए दिन के समय की लंबाई अब 2SR होगी आइए अब हम पता लगाएँ हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर रोजाना इंसीडेंट होने वाली एनर्जी का LZ इंसुलेशन है और हमें उसका इक्वेशन पता है यहां हमारे पास इक्वेशन है LZ की जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर नॉर्मल इंसीडेंट के लिए है L को एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन कहते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर का और यह इसका इक्वेशन है जो डिक्लिनेशन एंगल लाटीट्यूड एंगल और ओमेगा एंगल पर आश्रित है H0 बराबर होगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से SR एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन के और इंटीग्रेशन पैरामीटर d𝝎 होगा जहां 𝝎 रेडियन में है इसलिए ध्यान दीजिए इंटीग्रेशन करने पर आपको मिलेगा kWradm2 day मैं परंतु हमें यह kWhm2 day चाहिए इसलिए हम इस रेडियन को आवर मैं बदल लेंगे H0 को पाने के लिए इंटीग्रेट करिए कृपया स्लाइड में देखें L cosδ sinδ cos𝝓 sin𝝓 यह सब कांस्टेंट होंगे और ओमेगा की लिमिट 0 से SR तक होगी इसलिए यह वह एनर्जी है जो प्रतिदिन हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर इंसिडेंट करती है SR आवर एंगल है जोकि रेडियन में है इसलिए यह एनर्जी देगा kWradm2 day मैं परंतु हमें एनर्जी चाहिए kWhm2 day मैं इसलिए हम रेडियन को आवर मैं कन्वर्ट करेंगे और यह कन्वर्जन ऐसे होगा जैसा हमें पता है π रेडियन बराबर 12 आवर और 2π रेडियन बराबर 24 आवर है इसलिए ओमेगा रेडियन बराबर 12π 𝝎 आवर इसलिए जैसे ही हम H0की सारी वेल्यू को 12π से गुड़ा करेंगे हमारे पास H0 जो कि kWradm2 day मैं है और 𝝎 अभी भी रेडियन में होगा हमें H0की वेल्यू अब kWhm2day मैं मिल जाएगी H0 जो कि इंसीडेंट एनर्जी है किसी हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट की दिए हुए लाटीट्यूड पर जिसकी वेल्यू ऊपर दी हुई है यहां दो वेरिएबल हैं पहला L एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन और दूसरा सूर्य उदय का आवर एंगल यह दोनों अभी तक नहीं पता है और हमें यह नहीं पता है कि इन दोनों को कैसे पता लगाएँ इसलिए हम H0 का पता नहीं लगा पाएंगे इसलिए आइए देखें कि कैसे हम एक्स्ट्रा टेरेस्टेरियल इंसुलेशन और सूर्योदय के समय आवर एंगल का पता लगाएंगे आइए पहले हम L को देखते हैं L को हम दर्शाते हैं एक फार्मूला से जो मिला है सालों से पता लगाने पर यह फार्मूला साहित्य में उपस्थित है जैसा ऊपर दिखाया गया है यहां LSC सोलर कांस्टेंट है और N साल का दिन बताता है जैसे N1 होगा 1 जनवरी को और N365 होगा 31 दिसंबर को LSC सोलर कांस्टेंट है जैसा मैंने पहले बताया है इसकी वैल्यू 137 किलो वाट स्क्वायर मीटर होगी जिसको मीन सोलर कांस्टेंट भी कहा जाता है यह कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पृथ्वी के पोजीशन पर आश्रित नहीं है अब इस और इस रिलेशनशिप को इसमें रखें इस तरह से इसको मान लीजिए k LSC लिख रहे हैं किसको यहां रखिए और अब सारा H0 का इक्वेशन ऐसे लिखा जाएगा ऊपर देखें इसलिए अब यह वह एनर्जी होगी जो हॉरिजॉन्टल फ्लैट प्लेट पर रोजाना मिलेगी दिए हुवे लाटीट्यूड पर इसलिए अब यह एनर्जी kWhm2day मैं होगी यहां देखिए इसको सोलर कांस्टेंट LSC बोलते हैं जिसकी वैल्यू 137 होगी K दिन के नंबर को बताता है और δ को डेकलिनेशन एंगल कहते हैं SR को सूर्योदय का एंगल कहते हैं और यह एंगल जैसे ही पता होगा हम रोजाना पढ़ने वाली एनर्जी को निकाल सकते हैं